नमस्कार वापस स्वागत है इसलिए इस व्याख्यान में हम वीएलएसआई भौतिक डिजाइन स्वचालन के कुछ चरणों को देख रहे हैं जिनका पालन करने के लिए हम मॉड्यूल में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे तो व्याख्यान शीर्षक वीएलएसआई भौतिक डिजाइन स्वचालन भाग एक इसलिए यदि आप वीएलएसआई भौतिक डिजाइन चक्र में मुख्य चरणों को देखते हैं तो यहां मैंने कुछ सूचीबद्ध किए हैं वास्तव में ये विशेष रूप से वे चरण हैं जिनकी मैं इस पाठ्यक्रम में विस्तार से चर्चा करूंगा इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं क़ि जब भी मैं वीएलएसआई भौतिक डिजाइन के बारे में बात करता हूं मैं मानता हूं कि मेरे पास पहले से ही सर्किट नेटलिस्ट उपलब्ध है आमतौर पर यह ट्रांज़िटर स्तर की नेटलिस्ट होती है यह एक गेट लेवल नेटलिस्ट भी हो सकती है जो स्टैण्डर्ड सेल लाइब्रेरी के लिए प्रौद्योगिकी मैप की जा सकती है इसलिए मुझे लगता है कि उस तरह की नेटलिस्ट मेरे पास पहले से ही उपलब्ध है तो मैं अंतिम लेआउट बनाने के लिए भौतिक डिजाइन ऑटोमेशन के कुछ चरणों से गुजरता हूं इसलिए प्लेसमेंट के बाद मुख्य चरण पार्टिशनिंग और फ्लोर प्लानिंग हैं फिर राउटिंग के बहुत महत्वपूर्ण चरण फिर स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस सिग्नल इंटीग्रिटी क्रॉस्टल्ट इश्यू क्लॉक और पॉवर टाइमिंग डिज़ाइन और आखिरकार फिजिकल वेरिफिकेशन और डिज़ाइन साइन ऑफ जब हम तैयार होते हैं चिप के लिए डिवाइस के अंतिम निर्माण के लिए निर्माण की सुविधा के लिए हमारे अंतिम डिजाइन भेजने के लिए तो चलिए पहले चरण की शुरुआत करते हैं फ्लोरप्लानिंग का क्या मतलब है सिलिकॉन ब्लॉक पर बहुत में सर्किट ब्लॉक रखी जानी है प्रत्येक ब्लॉक की स्थिति का निर्धारण आकृतियों का निर्धारण पिन स्थानों का निर्धारण करना है आप देखें कि मैंने बहुत सी चीजों का उल्लेख किया है आइए हम एक समानता के बारे में बात करते हैं जो आप बेहतर समझ पाएंगे मान लीजिए कि आप स्क्रैच से घर बना रहे हैं तो यह फ्लैट आपकी खरीद नहीं है जो किसी और ने बनाई है तो आपके पास एक फर्श क्षेत्र है आप अपना फ्लोरप्लान बनाते हैं और इसको कमरों और अन्य स्थानों में इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं हैं यदि आप देखते हैं कि क्या अलग अलग चरण हैं तो मुझे बस एक सादृश्य रखना चाहिए इसलिए फ्लोरप्लानिंग में आपके पास कई सर्किट ब्लॉक होते हैं जिन्हें आप को स्थान देना है लेकिन यहां आपको बता दें कि आप 2 बीएचके घर का फ्लोर प्लान कर रहे हैं यहां आपके ब्लॉक में 2 बेडरूम होंगे हम कहें 2 शौचालय 1 ड्राइंग कमरा 1 रसोई और 1 बालकनी ये आपके ब्लॉक होंगे जिन्हें आप रखना चाहते हैं अब आपके पास इन ब्लॉकों के अनुमानित आकार के बारे में एक अनुमान है क्योंकि आप जानते हैं कि आपके 2 बेडरूम कितने बड़े होने चाहिए ड्राइंग रूम कितना बड़ा होना चाहिए लेकिन सटीक आकार और कॉन्फ़िगरेशन अभी तक तय नहीं किया गया है तो इन ब्लॉकों को एक दूसरे के साथ रखने की योजना बनाते हैं और आप जब उन्हें स्थान देते हैं उदाहरण के लिए ड्राइंग रूम को एक वर्ग जैसा होना चाहिए यह थोड़ा आयताकार आकार होना चाहिए क्या इसे एल आकार देना चाहिए और इसी तरह तो इस चरण के दौरान इन ब्लॉकों के सटीक आकार का निर्णय करना होगा न केवल वीएलएसआई फ्लोरप्लानिंग में मैंने पिन स्थानों के बारे में उल्लेख किया था यहाँ इस सादृश्य में पिन स्थान दरवाजे और खिड़कियों के सटीक स्थान के अनुरूप होगा इसलिए आप इन विभिन्न इलाकों को जोड़ने के लिए खिड़कियों और गलियारों को कहा स्थान देना चाहते हैं तो इन 2 समस्याओं के बीच एक बहुत समानता है तो वीएलएसआई में हम एक समान प्रकार की चीज को देखते हैं मेरे पास अलग अलग ब्लॉक हैं मेरे पास सिलिकॉन का एक निश्चित क्षेत्र है जहां मुझे सब कुछ रखना है मुझे अस्थायी रूप से यह पता लगाना है या यह तय करना है कि ब्लॉक को कहां रखा जाए और यदि ब्लॉक फ्लैक्सिबल हैं तो आकारों को समायोजित कर सकते हैं उदाहरण के लिए अगर मेरे पास एक ब्लॉक है कि जिसका क्षेत्र मुझे पता है 10 यूनिट बाय 10 यूनिट हैं लेकिन इसका लेआउट तय नहीं है मैं उन्हें अलग अलग तरीकों से निर्धारित कर सकता हूं कि मुझे पता है कि कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग यूनिट है तो मैं इसे इस तरह से बाहर कर सकता हूं मैं इसे 5 x 20 तक ले सकता हूं मैं इसे 5 x 20 तक ले सकता हूं मैं इसे 25 x 4 ले सकता हूं इसलिए मेरे लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं इसलिए फ्लोरप्लानिंग के दौरान आपको इन विकल्पों का उपयोग करना होगा और यह पता लगाना होगा कि इससे आपको किस तरह से सबसे अच्छा समाधान मिलेंगे यह निश्चित रूप से पूर्ण कस्टम डिजाइन के लिए एक अनिवार्य कदम है अब यहां फिर से हम डिजाइन शैली से संबंधित मुद्दों पर आ रहे हैं आप सेमी कस्टमर मानक सेल आधारित डिजाइनों के बारे में सोचते हैं जहां सभी सेल्स को पंक्तियों में रखा गया है तो अब मेरी प्लेसमेंट समस्या अप्रतिबंधित नहीं है यह नहीं है कि मैं कहीं भी कुछ भी रख सकता हूं एक ब्लॉक या सेल मुझे केवल एक पंक्ति में रखना होगा तो फ़्लोरप्लेनिंग समस्या पर से मानक सेल डिज़ाइनों में मौजूद नहीं है FPGA गेट एरे के लिए यह मौजूद नहीं है FPGA के लिए फ्लोरप्लानिंग मौजूद नहीं है आपको CLB के एकमात्र प्लेसमेंट में एक सर्किट मॉड्यूल रखना है लेकिन फ्लोरप्लानिंग आपको वहां करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन निश्चित रूप से कभी कभी आप वहां कुछ हद तक फ्लोरप्लानिंग का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि सर्किट के कुछ भाग को एफपीजीए के एक हिस्से में आवंटित किया जा सकता है इस क्रम में डिले इंटरकनेक्शन Delay Interconnection डिले कम होती है यह सुनिश्चित करने के लिए FPGA सॉफ़्टवेयर के साथ इंटरकनेक्ट करने के तरीके हैं कि कुछ ब्लॉकों को CLB के लिए मैप किया जाना चाहिए जो एक आयताकार क्षेत्र के भीतर एक करीब में स्थित हैं जिन्हें आप ठीक बता सकते हैं अब फ़्लोरप्लेनिंग से पहले या फ़्लोर प्लानिंग के साथ एक अन्य चरण पार्टीशन होता हैं जो किया जाता हैं आप यह देख सकते हैं कि इस विभाजन को विभिन्न कारणों से किया जाता है स्लाइड को समझाने से पहले मान लीजिए कि मेरे पास एक बहुत बड़ा डिज़ाइन है और मेरे पास एक विशेष तकनीक है जिसका उपयोग करके मैं एक चिप का निर्माण कर सकता हूं उदाहरण के लिए कहूं मैं चिप में 1 मिलियन गेट का निर्माण में सक्षम हूं लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे डिजाइन में 25 मिलियन हैं चिप्स इसलिए मुझे पता है कि मुझे अपने डिजाइन को 3 चिप्स में तोड़ना है यही है जो मुझे में चाहिए मैं 1 चिप नहीं डाल सकता इसलिए मेरे पूरे डिज़ाइन को 3 में कैसे विभाजित करें आप विभाजन कह सकते हैं जैसे कि विभाजन के प्रत्येक आकार 1 मिलियन से कम होंगे और निश्चित रूप से एक और बहुत ही वांछनीय बात यह है कि विभाजन के बीच कनेक्शन की संख्या कम से कम होनी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा कोई परिदृश्य नहीं चाहिए जहाँ मुझे 2 चिप्स के बीच 1000 कनेक्शन की आवश्यकता हो क्योंकि जब भी आप चिप से जाते हैं तो परिमाण के एक क्रम से डिले बढ़ जाती है इसलिए मैं चाहूंगा कि अधिकांश अंतर्संबंध चिप के अंदर होंगे और कुछ कनेक्शन केवल चिप्स के बीच में जाएंगे इसी तरह यहाँ मेरे पास एक उदाहरण है जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक गेट लेवल नेटलिस्ट है तो 48 गेट हैं मान लीजिए कि मैं इसे 3 भागों में विभाजित करना चाहता हूं नीचे दिए गए आरेख एक अच्छा विभाजन दिखाता है जहां आप 3 विभाजन को विभिन्न रंगों में देख सकते हैं जहां आप देखते हैं कि इस विभाजन का आकार लगभग 15 16 और 17 आकार के बराबर है और इसके अलावा आप विभाजनों के बीच के अंतर्संबंध तारों की संख्या को भी देखते हैं पहले और दूसरे विभाजन के बीच 4 कनेक्शन हैं तो हम कहते हैं कि यह कट आकार 4 है इसी तरह दूसरे और तीसरे के बीच 4 कनेक्शन हैं यह कट आकार भी 4 है पहले और तीसरे में कोई नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक अच्छा विभाजन है इसलिए यह विभाजन किसी भी स्तर पर किया जा सकता है मैंने इस बारे में बात की थी कि आप इसे कर सकते हैं चिप्स के मामले में बहुत उच्च स्तर पर आप इसे वास्तव में किसी भी स्तर पर कर सकते हैं आम तौर पर मिनी प्लेसमेंट या फ्लोर प्लानिंग के लिए जाने से पहले यह विभाजन एक महत्वपूर्ण कदम है अब हम एक फ्लोरप्लानिंग पर आते हैं इस आरेख में यहां हम एक फ्लोरप्लान के प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं कि कैसे फ्लोरप्लान का प्रतिनिधित्व किया जाता है जैसे कि यहाँ बाईं ओर आरेख पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 देखें यह 5 मॉड्यूल या ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता हैएरियाज इन के आकार को दिखाते हैं अब यह एक फ्लोर प्लान है जिस पर मैं पहुंचा हूं जबकि घर के संदर्भ में मैं फिर से कह सकता हूं कि यह 4 मेरा ड्राइंग रूम होगा यह 7 और यह 2 मेरे बेडरूम जैसा होगा यह 1 मेरी रसोई हो सकती है और इसी तरह इसलिए एक बार जब मेरे पास इस तरह का फ़्लोरप्लान होता है तो मैं इसका रिप्रेजेंट कैसे करता हूं क्योंकि एक विशिष्ट वीएलएसआई सर्किट में मैं एक ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं जहां हजारों हजार ऐसे ब्लॉक या अधिक भी हो सकते हैं इसलिए उन्हें कैसे संभालना है उन्हें कुशलता से कैसे प्रस्तुत करना है ताकि मैं कुछ जोड़तोड़ कर सकूं मैं एक अच्छे या कुशल फ़्लोरप्लान पर पहुंच सकता हूं तो य इस ट्री के संदर्भ में फ़्लोरप्लान का रिप्रेजेंट करने के एक संभावित तरीके को दिखाते हैं ट्री एक कट का रिप्रेजेंट करता है यहां देखें कि आप देख सकते हैं कि नोड्स प्लस या स्टार के रूप में चिह्नित हैं तो मेरा क्या मतलब है कि इस प्लस का मतलब हॉरिजेंटल कट है और स्टार का मतलब है एक वर्टिकल कट इसका क्या मतलब है मान लीजिए कि मेरे पास एक फ़्लोरप्लान है जहां मेरे पास 2 ब्लॉक A और B हैं जो एक वर्टिकल विभाजन द्वारा अलग अलग रखे गए हैं इसलिए मैं इस प्रकार का रिप्रजेंट करता हूं इसी तरह अगर मेरे पास एक ऐसा परिदृश्य है जहां 2 ब्लॉक C और D क्षैतिज विभाजन द्वारा रिप्रजेंट करते हैं तो मैं इसे इस तरह से प्रस्तुत करता हूं आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं समग्र रूप से कहें तो मेरे पास यह है तो जिस तरह से मैं रिप्रजेंट करता हूं वह यह है कि पहले मैं इस वर्टिकल कट का उपयोग करता हूं तो स्टार तो एक तरफ यह A है और दूसरी तरफ यह पूरा है इस पूरी चीज में फिर से एक हॉरिजेंटल कट है इसलिए प्लस B और C तो यह एक फ्लोरप्लान का रिप्रजेंट करने का एक तरीका है तो आइए अब एक बार फिर इस उदाहरण पर आते हैं इस उदाहरण में यह एक संभव ट्री रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि यह निचले स्तर से शुरू करने की तरह यूनिक नहीं है 3 और 6 एक होरिजेंटल लाइन द्वारा एक वर्टिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो 3 6 3 6 एक साथ एक होरिजेंटल लाइन से 1 से जुड़े हैं तो फिर से एक प्लस 3 6 और 1 2 5 एक वर्टिकल लाइन से जुड़ा हुआ है 2 स्टार 5 तब यह और 4 प्लस 4 के साथ एकहोरिजेंटल लाइन से जुड़े होते हैं और यह पूरी चीज और यह पूरी चीज एक वर्टिकल लाइन से जुड़ी होती है तो फिर से एक स्टार यह और यह और दूसरी तरफ 8 और 7 होरिजेंटल लाइन हैं और यह फिर से वर्टिकल लाइन के साथ है अब यह एक ट्री है यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अब उन लोगों के लिए जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान डेटा स्ट्रक्चर का अध्ययन किया है आपको पता है कि इस तरह का कोई भी ट्री बाइनरी ट्री है कुछ ऑपरेटरों के वर्टेक्स नोड्स में है और इस मामले में कुछ मॉड्यूल लीफ नोड्स हैं यह तथाकथित पॉलिश पोस्टफिक्स नोटेशन में दर्शाया जा सकता है तो पॉलिश पोस्टफिक्स नोटेशन क्या है यदि आप इसे A बB और स्टार देखते हैं तो मैं पहले 2 लीफ नोड्स के रूप में रिप्रजेंट करता हूं फिर शीर्ष पर ऑपरेटर A B स्टार मैं इसे इस तरह से लिखता हूं यह मैं C D प्लस के रूप में लिखता हूं लेकिन हम बाद में देखेंगे जब आप विस्तार से चर्चा करते हैं कि कुछ फ़्लोरप्लेन हैं जिन्हें इस नोटेशन में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है ठीक है मैं एक उदाहरण दिखा रहा हूं मान लें कि 5 ब्लॉक A B C D E हैं लेकिन कोई होरिजेंटल या वर्टिकल लाइनें जारी नहीं हैं जो इस फ्लोरप्लान को काट सकती हैं इसलिए यहां आप प्लस का उपयोग नहीं कर सकते हैं आप स्टार का उपयोग नहीं कर सकते हैं यह इस तरह का रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है इसलिए हम बाद में देखेंगे कि इस तरह के फ्लोरप्लान को कैसे संभाला जाए सही इसलिए फ्लोरप्लैनिंग टॉपिक के बाद हम प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे फ़्लोरप्लेनिंग के दौरान हमने देखा कि हमने पहले ही ब्लॉकों के अनुमानित स्थानों को तय कर लिया है जैसे हमने एक फ्लैट के डिजाइन के संबंध में फिर से कहा है मैंने कहा कि यहाँ मेरा पहला कमरा है यहाँ यह दूसरा कमरा है यहाँ भोजन स्थान और इसी तरह है मैंने स्थानों को अस्थायी रूप से ठीक कर दिया है लेकिन अगला सवाल यह है कि लोग इस कमरे से उस कमरे में कैसे जाते हैं इसलिए संभवतः इसके लिए मुझे काम करने और यहां तक पहुंचने के लिए कुछ अतिरिक्त गलियारों की आवश्यकता होगी इसलिए वीएलएसआई डिजाइन के संबंध में मुझे कुछ अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है जिसके माध्यम से मैं ब्लॉकों को इंटरकनेक्ट कर सकता हूं ताकि इन रूटिंग क्षेत्रों की आवश्यकता हो इसलिए प्लेसमेंट समस्या कहती है कि परिभाषित आकार और पिन स्थानों के साथ ब्लॉकों का एक सेट लेआउट की स्थिति निर्धारित करें इतना ही नहीं आप इंटरकनेक्ट के लिए ब्लॉक के बीच पर्याप्त जगह रखते हैं तो यहां इंटरकनेक्शन मॉडलिंग और लागत अनुमान महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप सटीक इंटरकनेक्शन देखते हैं जो आप बाद में रॉउटिंग के दौरान कर रहे होंगे लेकिन अब आप कुछ स्थान रखने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लॉक को इष्टतम तरीके से रखें ताकि आपकी अपेक्षित लागत कम से कम हो हमें रूटिंग लागत के कुछ सरल आकलन का उपयोग करना होगा ताकि आप 2 वैकल्पिक प्लेसमेंट समाधानों के बीच का मूल्यांकन और तुलना कर सकें जो आप देख सकते हैं कि यह दूसरे से अधिक महंगा है इसलिए आप यह करते हैं और जैसा कि मैंने कुछ डिज़ाइन शैलियों के लिए कहा है जैसे कि FPGA और अर्ध कस्टम मानक सेल आधारित फर्श नियोजन और प्लेसमेंट समस्याएं समान हैं अलग अलग नहीं हैं लेकिन पूर्ण कस्टम के लिए उन्हें अलग से किया जाना है तो आइए हम इस मानक सेल परिदृश्य को एक बार फिर से देखें एक मानक सेल चिप फ़्लोरप्लान IO पिन के साथ इस तरह दिखेगा IO सेल्स सीमाओं पर और पंक्तियाँ मानक सेल होंगे जिनके बीच में रूटिंग चैनल हैं तो सामान्य प्लेसमेंट समस्या यहां होगी मैंने पहले भी फिर से उल्लेख किया है एक सेल को पंक्तियों में से एक में कैसे रखा जाए और एक बार जब आप इन सेल्स में जगह लेते हैं तो आप रूटिंग चैनलों की लागत का अनुमान लगा सकते हैं और आप उसके लिए पर्याप्त जगह रख सकते हैं यदि आप मानक सेल के लिए देखते हैं तो समस्या कठिन नहीं है यदि आप बाद में देखते हैं कि आपका स्थान थोड़ा कम है तो आप पूरी पंक्ति को थोड़ा ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं तो आप इसे बाद में उन समायोजन कर सकते हैं जो आप इसे बाद में कर सकते हैं लेकिन एक सामान्य कहने के लिए पूर्ण कस्टम का मतलब है जहाँ एक ब्लॉक को स्थानांतरित करने वाले कई ब्लॉक हैं इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ जगह बनाने के लिए एक ब्लॉक को स्थानांतरित करना दूसरी तरफ कम जगह बना सकता है जो समस्या को बना सकता है तो यह 1 है फिर से यहां अगर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 मानक सेल प्लेसमेंट दिखाए हैं तो इसे खराब प्लेसमेंट कहा जाता है और इसे अच्छी प्लेसमेंट कहा जाता है इसलिए यहां इंटरकनेक्शन मैंने सीधी रेखाओं से दिखाया बस यह देखने के लिए कि कनेक्शन कितने जटिल हैं तो पहले मामले में आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में ज़िगज़ैग लाइनें हैं लेकिन एक दूसरे मामले में आप देखेंगे कि लाइनें ज्यादातर चैनलों तक स्थानीय हैं और केवल कुछ कनेक्शन चैनलों के पार हैं तो यह एक अच्छा प्लेसमेंट है इसलिए प्लेसमेंट का महत्व स्पष्ट है कि अगर मेरे पास अच्छा प्लेसमेंट है तो मुझे बाद में रूटिंग की समस्या बहुत आसान हो सकती है और यह भी कि मैं आ सकता हूं या मैं एक अंतिम डिजाइन पर पहुंच सकता हूं जो प्रदर्शन के मामले में अधिक कुशल होगा क्योंकि आज इंटरकनेक्शन क्षेत्र और इंटरकनेक्शन देरी सर्किट के कुल प्रदर्शन पर हावी हो रहे हैं इसलिए अगर मैं अपने अंतर्संबंध को सरल रख सकता हूं और इससे मुझे लंबे समय में मदद मिलेगी एक बार जब आप ब्लॉक रख देते हैं तो अब रूटिंग आता है इसलिए एक बार ब्लॉक करने के बाद आप इंटरकनेक्ट लाइनों को चलाते हैं ताकि नेटलिस्ट के लिए सभी कनेक्शन को पूरा किया जा सके अब राउटिंग की विभिन्न श्रेणियां हैं ग्रिड रूटिंग ग्लोबल रूटिंग विस्तृत रूटिंग क्लॉक और पावर रूटिंग वगैरह जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं और बात यह है कि काले खराब प्लेसमेंट रूटिंग समस्या को बहुत मुश्किल बना सकते हैं जैसा कि मैंने कहा ग्रिड रूटिंग का मतलब ग्रिड राउटिंग एक समस्या है जो काफी सामान्य है जो कहती है कि मेरे पास है हमें कहते हैं कि मुझे आरेखीय रूप से दिखाने दें मान लें कि मेरा लेआउट क्षेत्र है यह मेरी कुल सिलिकॉन फ्लोर है और मेरे पास पहले से ही कुछ ब्लॉक हैं जो अपनी जगह पर है जिसका अर्थ है कि यह बाधाएं हैं मैं इस ब्लॉक के माध्यम से इंटरकनेक्शन्स नहीं चला सकता इस तरह से कहें और मान लें कि मुझे एक समस्या है जहां मैं एक पिन कनेक्ट करना चाहता हूं जो यहां है पिन के लिए है जो यहां स्थित है तो एक सामान्य समस्या यह होगी कि यह रूट रूटिंग कहती है कि इन बाधाओं को पार करते हुए इस राउटिंग को कैसे पूरा किया जाए इसलिए बहुत सारे वैकल्पिक रास्ते हैं तो हम कहते हैं कि यह एक वैकल्पिक मार्ग हो सकता है अब एक बार जब हमने ऐसा कर लिया है तो अब यह कहें कि मुझे अगली समस्या है लेकिन मैं यहां एक पिन को यहां पिन से जोड़ना चाहता हूं अब जाहिर है जब से हमने एक ही परत पर इस लाइन को बिछाया है आप उसी मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक क्रॉस होगा तो यहाँ संभवतः इस तरह से एक मार्ग लेना होगा तो यह ग्रिड रूटिंग की समस्या है बाधाएं हैं कनेक्ट होने के लिए बिंदु या पिन हैं आमतौर पर जितना संभव हो उतना छोटा रास्ता निर्धारित करने का प्रयास करें ताकि आप इंटरकनेक्शन सही से पूरा कर सकें तो इसके अतिरिक्त वैश्विक रूटिंग और विस्तृत रूटिंग समस्याएं हैं इसलिए मैं यहां एक उदाहरण दे सकता हूं मान लीजिए कि यहां ब्लॉक हैं कुछ पिन लोकेशन दिखाए गए हैं कि उन्हें किसी तरह से कनेक्ट करना है दूसरा आरेख वैश्विक रूटिंग दर्शाता है ग्लोबल रूटिंग के परिणाम को दर्शाता है जो यह करता है कि इसका मतलब यह नहीं है यह सटीक तरीके से पिंस को इंटरकनेक्ट नहीं करता है बल्कि यह एक अनुमानित मार्ग का पता लगाने की कोशिश करता है जैसे कि इन 2 पिनों को इस भाग से जोड़ा जाना है ये 2 पिन इस भाग का उपयोग कर सकते हैं यह पिन इस भाग का उपयोग कर सकता है इस 2 पिन को जोड़ने के लिए मैं इस भाग का अनुसरण कर सकता हूं अन्य विकल्प हो सकते हैंक्योंकि उदाहरण के लिए यह कनेक्शन मैं इस तरह से एक पथ का उपयोग कर सकता था तो यह लगभग भाग का पता लगाने की कोशिश करता है यह वैश्विक रूटिंग है अब जब एक बार वैश्विक रूटिंग हो जाती है तो इनमें से प्रत्येक क्षेत्र को आप एक समय में 1 मानते हैं और सटीक वायरिंग को पूरा करने का प्रयास करते हैं इसलिए यहाँ मैं एक ही लेयर पर सभी वाइरिंग्स दिखा रहा हूँ लेकिन जब हमने चैनल रूटिंग का वह उदाहरण देते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने 2 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया था जो 2 अलग अलग लेयर्स पर चल रहे वायर्स को दिखाने के लिए वे एक क्षैतिज एक वर्टिकल जो कनेक्ट कर सकते हैं यदि आवश्यक हो तो कुछ बिंदु पर तो यह वैश्विक और विस्तार रूटिंग Global Detailed Routing है मोटे तौर पर इसका अर्थ है इसलिए बाद में हम इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे और हम बहुत से उदाहरणों पर काम करेंगे विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्लॉकड रूटिंग है अब आप देखते हैं कि क्लॉक एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है पूरे चिप में कई सीक्वेंशियल सर्किट एलिमेंट होते हैं फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर काउंटर इन सभी में क्लॉक आवश्यक है और क्योंकि आम तौर पर क्लॉक को एजस ट्रिगर किया जाता है फ्लिप फ्लॉप के एजस से ट्रिगर हो जाता है अगर क्लॉक सिग्नल में भिन्नता और डिले होती है दूसरे फ्लिप फ्लॉप की तुलना में शायद एक फ्लिप फ्लॉप दूसरे की तुलना में पहले स्विचेड हो सकती है इसलिए एक सर्किट में यह गलत संचालन हो सकता है अगर सभी फ्लिप फ्लॉप जो एक साथ स्विच करने वाले हैं स्विच करने में देरी है इसलिए ऐसे कई तरीके हैं जो प्रस्तावित किए गए हैं जिन्हें हम क्लॉक रूटिंग को संभालने के लिए चर्चा करेंगे जैसे एक विधि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इसे H ट्री कहा जाता है क्योंकि आप हर मध्यवर्ती चरण को H की तरह देखते हैं इसलिए क्लॉक मध्य में उत्पन्न होती है और H के टर्मिनलों पर ये सभी बिंदु हैंजहाँ से क्लॉक सिग्नल्स लिए गए हैं अब यदि आप मापते हैं यदि आप टर्मिनल बिंदुओं में से प्रत्येक को क्लॉक जनरेटर से देखते हैं तो इंटरकनेक्शन की लंबाई समान है जिसका अर्थ है कि क्लॉक्स की देरी इन बिंदुओं में से प्रत्येक के समान होगी लेकिन इस पद्धति के साथ परेशानी यह है कि विशिष्ट लेआउट में आपके पास क्लॉक का स्थान इतना नियमित रूप से नहीं रखा जाता है वे अक्सर अव्यवस्थित और यादृच्छिक होंगे आपको अक्सर इन H प्रकार लेआउट को बहुत करीने से लेआउट करने का अवसर नहीं मिलता है आप देखें वहाँ बहुत सारी अव्यवस्थित चीजों के साथ एक लेआउट है इसलिए हम इन सभी चीजों को बाद में अगले व्याख्यान में देखेंगे इसलिए मुझे लगता है कि हम आज इस व्याख्यान को समाप्त कर सकते हैं